सुप्रभात मित्रों पिछले व्याख्यानों में हम सामान्य तरीके से कुल वजन और फिर एयरोफॉयल के महत्व के बारे में चर्चा कर रहे थे हमने चढ़ाई की अधिकतम दर या न्यूनतम शक्ति पर उड़ान के लिए आवश्यक गति के बारे में भी चर्चा की है और हम एक सामान्य तरीके से चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं कि एयरोफॉयल एक महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाएगा हमें एयरोफॉयल के महत्व के बारे में अभी अधिक बहस करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि लिफ्ट जो वजन के बराबर होना चाहिए LW12V2SCL यह एक गतिशील दबाव है यह विंग क्षेत्र है और यह CL है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं इसके अलावा हम एक डिजाइनर के रूप में जानते हैं कि हमें केवल CL के संदर्भ में बात नहीं करनी चाहिए हमें CLCD के संदर्भ में भी सोचना चाहिए क्योंकि CL ड्रैग को भी प्रेरित करेगा जिसे हम जानते हैं कि प्रेरित ड्रैग कहा जाता है इसलिए जब मैं एक एयरोफॉयल का चयन कर रहा हूं मुझे न केवल CLके संदर्भ में सोचना चाहिए बल्कि यह भी देखना चाहिए कि CLCD अधिकतम क्या है जो मुझे मिलता है और किन परिस्थितियों में और किस गति के तहत इसलिए अगर मैं एयरफॉइल चयन के संबंध में संक्षेप में बताने की कोशिश करता हूं तो मैं कह सकता हूं कि मुझे यह जानना चाहिए मशीन को उड़ाने के लिए मैं किस क्रूज की गति मैं उड़ रहा हूं मुझे टेकऑफ़ और लैंडिंग दूरी की आवश्यकता है और स्टाल की गति भी जानना आवश्यक है मैं इन सभी शब्दों की व्याख्या करूंगा फिर हैंडलिंग क्वालिटी और वायुगतिकीय दक्षता को संक्षेप में बताऊंगा एयरफॉइल का चयन करने में क्रूज की गति हमारे दिमाग में क्यों होनी चाहिए क्योंकि आखिरकार एक डिजाइनर के रूप में मैं चाहता हूं कि ड्रैग न्यूनतम के साथ उड़ना चाहिए इसके अलावा मुझे पता होना चाहिए कि यदि क्रूज की गति कम सबसोनिक में है तो एक ड्रैग विशेषता है जो अलग है जब मैं उच्च सबसोनिक या निकट ट्रांससोनिक गति के लिए या सुपरसोनिक गति के लिए हवाई जहाज को डिजाइन करने का प्रयास करता हूं यही कारण है कि एयरफॉइल आकार अलग होने की संभावना है उदाहरण के लिए एक सुपरसोनिक गति के लिए आप चाहते हैं कि नाक का हिस्सा जितना संभव हो उतना इंगित किया जाए बशर्ते आप इसे संरचनात्मक रूप से प्रबंधित कर सकें टेकऑफ़ और लैंडिंग यह क्यों महत्वपूर्ण है क्योंकि आप जानते हैं कि टेकऑफ़ या मोटे तौर पर लैंडिंग के दौरान गति 12 गुना Vstall है VStall2WSCLMax अगर मैं चाहता हूं कि V टेकऑफ़ और V लैंडिंग कम हो तो मुझे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि टेकऑफ़ और लैंडिंग के दौरान Vstall कम होना चाहिए इसका मतलब है दूसरी चीज़ के लिए जब स्थिर CLmax अधिक होना चाहिए यदि आप किसी भी एयरफॉइल का चयन करते हैं तो CLmax उच्च हो सकता है इसके बजाय यदि आप एक एयरफॉइल का चयन करते हैं तो आपका CLmax उच्च है तो शुरुआत के लिए आपके पास एक एयरफॉइल चुना गया है जो आपके पास CLmax उच्च होगा लेकिन आप उस पल को समझते हैं जो मैं CLmax उच्च के लिए देखता हूं मैं ड्रैग के मामले में दंड पाने के लिए मानसिक रूप से तैयार हूं यहां तक कि स्टॉल कोण भी कम हो सकता है तो इस पर काबू पाने के लिए कि आप लोग फ्लैप का उपयोग करेंगे हम उस पर चर्चा करेंगे तो यह बुनियादी एयरफॉइल है और फिर आप नीचे फ्लैप को डिफ्लेक्ट करते हैं अगर यह एक बुनियादी एयरफॉइल है तो मैं कुछ 10 20 30 डिग्री नीचे फ्लैप को डिफ्लेक्ट करता हूं और यह सुनिश्चित करता हूं कि CLmax बढ़ाएं इसलिए यह वह जगह है जब मैं एक एयरफॉइल का चयन कर रहा हूं तो मैं टेकऑफ़ और लैंडिंग दूरी को भी ध्यान में रखता हूं क्योंकि अगर V टेकऑफ़ और V लैंडिंग दूरी की गति कम है और दिए गए भार के अनुपात के लिए टेकऑफ़ और लैंडिंग की दूरी भी कम होगी जब मैं एक एयरफॉइल का चयन कर रहा हूं तो मैं जानना चाहता हूं Vstall क्या है मैं हमेशा चाहूंगा कि Vstall जितना संभव हो उतना कम हो लेकिन यह इतना कम नहीं होना चाहिए कि यह हवा और पर्यावरण की स्थिति के प्रति बहुत संवेदनशील हो जाए लेकिन हां स्टाल की गति CLmax के विपरीत है इसलिए जब मैं एक एयरफॉइल का चयन करता हूं तो मैं CLmax को यथासंभव उच्च देखने की कोशिश करता हूं हैंडलिंग क्वालिटी क्यों क्योंकि स्टॉल के पास हवाई जहाज का प्रदर्शन पायलट के लिए एक सुचारू संचालन या बेहतर या अच्छे हैंडलिंग गुणों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पैरामीटर है तो फिर से हैंडलिंग क्वालिटी में आप किसी भी तरह स्टाल कोण पाते हैं यह कोण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसलिए मुझे एक एयरफॉइल की तलाश करने की आवश्यकता है जिसमें आमतौर पर उच्च स्टाल कोण होता है और निश्चित रूप से वायुगतिकीय दक्षता जिसके बारे में हमने बात की है मैं एयरफॉइल में देखूंगा जहां CLCDmax अधिकतम है जो मैं देख रहा हूं यह उच्चतर होना चाहिए 13 14 15 यहां तक कि ग्लाइडर के लिए भी यह अधिक होना चाहिए अगर यह एयरफॉइल पक्ष से है तो मैं एक डिजाइन में क्या देखता हूं जब मैं इस एयरफॉइल को विंग में अनुवाद करता हूं तो एक और महत्वपूर्ण पैरामीटर है जिसे आपको प्रत्यक्ष निहितार्थ के साथ स्पष्ट रूप से समझना चाहिए अगर मैं एक एयरफॉइल खींचता हूं तो इस दूरी को आप कॉर्ड द्वारा विभाजित ठीकनेस अनुपात कहते हैं यह भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यदि आप देखते हैं कि यदि t c बड़ी है तो प्रवाह यहाँ तेजी से बढ़ेगा जो कि एयरफॉइल से t c कम होगा बड़े t c मुझे दिए गए के लिए एक फायदा देता है मुझे विंग में बड़ा वॉल्यूम मिला है जहां मैं ईंधन स्टोर कर सकता हूं मैं अन्य घटकों को स्टोर कर सकता हूं लेकिन बात यह है कि मैं t c बढ़ाता हूं ड्रैग भी बढ़ सकता है इसलिए मुझे सावधान रहना होगा अगर मैं t c बढ़ाता हूं तो MCR कम हो सकता है ये सभी सामान्य कथन हैं तो t c महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और एक डिजाइनर के रूप में बड़े वायुगतिकी के बारे में सोचे बिना यदि आप देखते हैं कि क्या यह t c बड़ी है और प्रवाह तेजी से कम हो जाता है फिर एक ऐसा क्षेत्र हो सकता है जहां एक उच्च प्रतिकूल दबाव ढाल है और प्रवाह एक तरह से अलग हो सकता है जो आपको पसंद नहीं है प्रवाह एक लामिना के प्रवाह के रूप में मौजूद नहीं हो सकता है यदि आप एक लामिना का प्रवाह एयरफॉइल डिजाइन कर रहे हैं तो प्रवाह जल्द ही अशांत टर्बूलेंट हो जाएगा जितना आप चाहते हैं तो t c भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा अब आप समझ सकते हैं जब मैं विभिन्न प्रकार के एयरफॉइल के लिए डेटा उत्पन्न कर रहा हूं जिसे आपको डेटाबेस का उपयोग करना होगा तो हम आजकल NACA एयरफॉइल कहते हैं आपके पास एक अनुकूलित एयरफॉइल है लेकिन अगर आप देखते हैं कि डेटा इस तरह से जेनरेट किया जाएगा कि यह आपको कॉर्ड द्वारा विभाजित ठीकनेस अनुपात देगा लीडिंग एज रेडियस जो कि यह बताएगा कि CLCD की अधिकतम गति क्या है CLmax क्या होगा मैं प्राप्त कर सकता हूं उन सभी मापदंडों को दिया जाएगा एक पैरामीटर के रूप में जो आप चाहते हैं एयरफॉइल का चयन करने के लिए इसलिए मैं सिर्फ NACA एयरफॉइल युग में वापस जाऊंगा और आपको समझने के लिए कुछ नामकरण समझाऊंगा एयरफॉइल क्या है और इसकी विशेष विशेषताएं क्या हैं ताकि हम उन नामकरण के आधार पर एयरफॉइल का चयन कर सकें इससे पहले कि मैं नामकरण के लिए जाऊं जो विशुद्ध रूप से यांत्रिक चीज है लेकिन एक डिजाइनर के रूप में हमें पता होना चाहिए डेटाबेस के लिए उन नामकरण के माध्यम से समझना कितना महत्वपूर्ण है इससे पहले कि मैं उस पर जाऊं मैं आपको यह भी बता दूं यदि आप एक एयरफॉइल के अधिकांश खींचे गए ड्रैग पोलर CL और CD को याद करते हैं तो इस प्रकार की आकृति लेते हैं और हम कहते हैं कि यह न्यूनतम CD है अब बात यह है कि हम नवीनतम एयरफॉइल पाएंगे जिनका उपयोग किया गया है उनका आकार न केवल इस तरह दिखता है यह कुछ इस तरह हो सकता है फिर इस तरह से हो जाता है और यह एक बकेट गठन होता है आमतौर पर इस तरह का एयरफॉइल होता है जहां CLCD दिखाता है बकेट हम इसे लामिना बकेट कहते हैं फिर महत्व यह है यदि आप इस क्षेत्र में देखते हैं भले ही CL में वृद्धि हुई है तो CD में शायद ही वृद्धि हुई है लेकिन यदि आप अन्य प्रकार के एयरफॉइल देखते हैं जहां यह कुछ ऐसा है और यह CL है और यह CD है अगर CL में वृद्धि होती है तो CD बढ़ती चली जाएगी इसलिए एक डिजाइनर के रूप में मैं एक लामिना बकेट टाइप एयरफॉइल पसंद करूंगा ताकि भले ही मैं CL बदल रहा हूं क्योंकि अलग अलग ऑपरेशनल आवश्यकता के कारण मैं बहुत ज्यादा पेनल्टी नहीं देता हूं लेकिन कृपया समझें कि यह आमतौर पर लामिना एयरफॉइल है और नाममात्र के अनुसार आप पाएंगे कि वे 6 श्रृंखला वाले एयरफॉइल हैं लेकिन लामिना बकेट प्रकार के एयरफॉइल के साथ एक मुद्दा है अगर निर्माण में थोड़ी सी भी खराबी है भले ही मुझे कुछ कीट सामग्री मिल जाए मृत सामग्री वहाँ प्रवाह तुरंत टर्बूलेंट हो जाता है लेकिन एक प्रवृत्ति है ज्यादातर लोग करेंगे 6 श्रृंखला या 6 श्रृंखला के व्युत्पन्न या 6 श्रृंखला वाले एयरफॉइल का उपयोग किया जा सकता है जो कि 7 श्रृंखला 8 श्रृंखला में उन सभी चीजों के लिए है तो विचार होगा नोस रेडियस मुझे क्या दिख रही है वह बिंदु क्या है जहाँ मुझे पता चल रहा है कि Cp दबाव गुणांक 0 बन रहा है यह आवश्यक नहीं है कि दबाव गुणांक 0 केवल t c अधिकतम स्थान पर हो क्योंकि Cp 0 है दबाव गुणांक 0 महत्वपूर्ण पैरामीटर है क्योंकि तब मुझे पता है कि प्रतिकूल दबाव ढाल से अभिनय या दबाव ढाल भिन्नता कैसे शुरू होगी यह कैसे कार्य करेगा जो प्रवाह पृथक्करण के लिए जिम्मेदार होगा इस पृष्ठभूमि के साथ हम नामकरण भाग पर वापस आते हैं मैं उपलब्ध सभी नामकरणों के बारे में बात नहीं करूंगा लेकिन कुछ एक और यह उम्मीद है कि आप किताबें पढ़ते हैं और वास्तव में समझते हैं ये नामकरण क्यों एक डिजाइनर उन नामकरण से कितनी जानकारी ले सकता है नामकरण के लिए जाने से पहले मैं कुछ और डिज़ाइनर का परिप्रेक्ष्य जोड़ रहा हूँ विशेष रूप से यह महसूस करने के लिए कि ठीकनेस अनुपात प्रवाह जुदाई के संदर्भ में एक बहुत ही सामान्य तरीके से एक एयरफॉइल पर निहित होगा और मैं रेमर की पुस्तक के एक पाठ का उल्लेख कर रहा हूं जिसे आप रेमर की पुस्तक से पढ़ सकते हैं तो मैं एक शीर्षक के रूप में स्टाल देता हूं और मैं महत्वपूर्ण भूमिका कहता हूं आप पाएंगे कि कुछ एयरफॉइल लिफ्ट में क्रमिक कमी दिखाएंगे और कुछ एयरफॉइल लिफ्ट के हिंसक नुकसान और पिचिंग मोमेंट में तेजी से बदलाव को दिखाएंगे उदाहरण के लिए यदि आप कैम्ब्रड एयरफॉइल पंख लेते हैं तो यह एक कैम्बर्ड एयरफॉइल विंग है यदि आप इस आरेख को देखते हैं यदि CLmax अधिक होगा लेकिन इसमें बड़े Cmac ऋणात्मक होंगे यदि मैं इसे फेंक देता हूं तो नीचे जाने की स्वाभाविक प्रवृत्ति इस तरह से होगी इसलिए रेमर की धारणा में उन्होंने 3 प्रकार के स्टाल के बारे में बताया जो उनके अनुभव का बहुत ही अद्भुत सारांश है और मुझे लगा कि इसे साझा करना होगा एक वह मोटी एयरफॉइल के बारे में बात करता है यह गोल है कि क्या विशेषता है गोल अग्रणी धार है अगर मैं एक एयरफॉइल बनाता हूं तो यह अग्रणी धार गोलाकार है मैं इसे के केंद्र को इंगित कर सकता हूं और कॉर्ड द्वारा विभाजित ठीकनेस अनुपात के लिए t c 14 प्रतिशत के बराबर है आप मुझे कोस रहे होंगे कि अचानक वह t c की बात क्यों कर रहा है t c अनुपात क्या है सर मैंने इस बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया है कि एयरफॉइल कैसा दिखता है उनकी कैम्बर्ड लाइन क्या हैं कैसे चयन करें कैसे चुनें या कैसे एक कैम्ब्रड रेखा देखें तो मुझे आप के लिए है जो मुझे लगता है कि आप यह सब जानते हैं क्योंकि आप पहले से ही 2 पाठ्यक्रम कर चुके हैं यह एक अग्रणी किनारा है और यहाँ पीछे की ओर धार है और इस दूरी को कॉर्ड कहा जाता है और अगर मैं हर सेक्शन को इस तरह से लेता हूं तो बीच का हिस्सा लेता हूं तो इससे मुझे कैमर लाइन मिल जाएगी जो कि कैमर लाइन है और यह कॉर्ड के साथ t c अनुपात या ठीकनेस नॉनडायमेंशनलाइद कॉर्ड के साथ है तो कैमर क्या है अगर मैं पूरा करने के लिए लिखूँगा तो आपको समझा दूँगा कि कैमर क्या है मैं विशेष रूप से वही लिखता हूँ जो सभी के द्वारा स्वीकार किया जा रहा है लेकिन आप देख सकते हैं कॉमन्सेंस के साथ आप पता लगा सकते हैं कि कैमर क्या है मुझे हमेशा इस परिभाषा का पालन करने की आवश्यकता नहीं है तो औसत काम्बर लाइन और कॉर्ड लाइन के बीच की अधिकतम दूरी है यह कॉर्ड लाइन के लिए लंबवत मापा जाता है यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां हमें कॉर्ड लाइन यहां क्षैतिज है तो हम माध्य केम्बर लाइन के बीच अधिकतम दूरी के बारे में बात कर रहे हैं इसका मतलब है कि काम्बर लाइन और कॉर्ड लाइन कॉर्ड लाइन को कॉर्ड लाइन के लिए लंबवत मापा जाता है तो वह क्या है जो काम्बर है वह यह है कि यदि यह राग रेखा है तो यह काम्बर है यह संभव है कि कॉर्ड लाइन कुछ इस तरह से हो और मतलब काम्बर लाइन कुछ इस तरह से हो और मैं माध्य स्थिति लेता हूं इसलिए उस समय मैं काम्बर के लिए कहूंगा कि मुझे कॉर्ड लाइन के लिए लंबवत खींचना होगा तो वह काम्बर बन जाएगा यह आपके दिमाग में स्पष्ट होगा फिर लीडिंग एज रेडियस इसलिए मैं यहां बात कर रहा था ज्यादातर हम यह पाएंगे कि यह 002 𝑐͞ है इसके आसपास 2 कॉर्ड है तो अब आप इस नामकरण को जानते हैं अब मैं एक यांत्रिक चीज के बारे में बात करना चाहता हूं जो नामकरण है मैं 4 अंकों के नामकरण के साथ शुरुआत करूंगा यह NACA है जो हमें NACA 2412 है आपको यहां से क्या जानकारी मिलेगी यह अधिकतम काम्बर है अधिकतम काम्बर 002 c है यह एक है यह 4 क्या संकेत देता है अधिकतम काम्बर का स्थान अग्रणी छोर से 04 c है c कॉर्ड है और यह 12 जो कि t c अधिकतम है 012 c या t c 12 है t c अधिकतम 12 है इसलिए एक बार जब आप NACA 4 अंकीय नामकरण देखते हैं तो इस संख्या से तुरंत आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपको क्या जानकारी मिल रही है 4 अंकीय नामकरण के बाद अब हम 5 अंकीय नामकरण के बारे में चर्चा कर रहे हैं आपको NACA 23012 मिलेगा कैसे पढ़ें कि दिशानिर्देश या दिशा क्या है कैसे पढ़ें यह पहले अंक से 32 गुणा होगा जो आपको दसवीं में CL डिजाइन मिलेगा 3 बाय 2 पहला अंक है 2 तो 3 यह 03 होगा अगले 2 अंक क्या है मैं उससे कैसे जानकारी ले सकता हूं आप कहते हैं कि अगले 2 अंक को 2 से विभाजित किया गया है जो मुझे कॉर्ड के साथ अधिकतम कॉम्बर का स्थान देता है जो कॉर्ड के सौवें हिस्से में लीडिंग एज से है क्या यह एक बड़ा दार्शनिक कथन नहीं है यदि आप इसका अनुसरण करते हैं तो हमें देखने दें कि क्या मैं इस NACA 23012 को समझने की कोशिश करता हूं कि हमें और क्या जानकारी मिलती है हम कहते हैं कि 5 अंक NACA 23012 है और पहले कथन के लिए 32 2 है क्योंकि यह 2 है पहला अंक यह मुझे 3 देता है लेकिन दसवें में यह बता रहा है 03 डिजाइन CL सही है दूसरा एक अगला 2 अंक 2 से विभाजित है अगला 2 अंक 30 है इसलिए 2 द्वारा विभाजित 30 15 होगा लेकिन यह कहता है कि कॉर्ड के लीडिंग एज से कॉर्ड लाइन के साथ अधिकतम कॉम्बर है तो 15 को सौ से विभाजित 015 c है तो यह मुझे बताता है कि अगर मैं यहां से लीडिंग एज पर और 015c पर चला जाऊंगा तो कॉम्बर अधिकतम होगा और निश्चित रूप से अंतिम 2 अंक मुझे बताता है कि अधिकतम 12 सही है जिसे हम 12 t c अधिकतम भी कहते हैं तो यह वह सूचना है जो हमें नामकरण से प्राप्त होती है जो कि 5 अंकों का नामकरण है 5 अंकीय नामकरण या 5 श्रृंखला नामकरण के बाद हम 6 श्रृंखला नामकरण के बारे में बात कर रहे हैं 6 सीरीज़ जब आप बात करते हैं तो आपको मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए कि अब हम एक लामिनायर प्रकार के एयरोफिल में जा रहे हैं मैं सिर्फ एक उदाहरण NACA 641212 को 06 के बराबर में एक उदाहरण दूंगा इसका क्या मतलब है 6 नामकरण के लिए एक श्रृंखला पदनाम है और अगर आप समझते हैं कि 6 श्रृंखला वाले एयरोफिल के लिए उस क्षेत्र को अधिकतम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जिस पर प्रवाह लामिना है लाभ लिफ्ट गुणांक के छोटे क्षेत्र पर खींचें को काफी हद तक कम किया जा सकता है क्योंकि आप जानते हैं कि लामिना कम घसीट देगा लेकिन मैं आपको सावधानी के शब्द बता रहा हूं निर्माता के लिए यह एक विशेष और चुनौती की सतह के रखरखाव पर एक चुनौती बन जाता है विंग भी बहुत महत्वपूर्ण है वास्तव में अगर मैं उस सतह की स्वच्छता लेता हूं जो एक चुनौती भी है कि किसी को इसके बारे में विशेष रूप से होना चाहिए तो विंग पर बैठे मामूली अशुद्धियों या विदेशी तत्व प्रवाह को टर्बूलेंट प्रवाह में बदल सकते हैं तो यह सब 6 के बारे में था अब अगला एक 4 है 4 आपको कॉर्ड के दसवें हिस्से में न्यूनतम दबाव का स्थान बताता है अगर यह विंग एयरफॉइल है और जैसा कि आप जानते हैं कि त्वरण होगा इसलिए दबाव ड्रॉप होगा और फिर एक बिंदु होगा जो न्यूनतम दबाव बिंदु के अनुरूप है और यहां बताया जा रहा है कि लीडिंग एज से 04 c पर आपके पास एक बिंदु होगा जहां दबाव गुणांक न्यूनतम होगा वह 1 क्या दर्शाता है 1 इंगित करता है कि निम्न ड्रैग लिफ्ट के गुणांक में 01 से ऊपर और उस डिज़ाइन के नीचे गुणांक 02 के बराबर बनाए रखा जाता है जहाँ से यह 02 आया था यह यहाँ से आया है और अगला है 2 तो 02 डिज़ाइन लिफ्ट का गुणांक है जिसे आप यहाँ से जानते हैं और यह आपको बताता है कि 01 या 01 से नीचे 02 से ऊपर हमारे पास ड्रैग गुणांक होगा या ड्रैग कम होगा तो हम कहते हैं कि कम ड्रैग को बनाए रखा गया है जैसा कि मैं 6 श्रृंखला या एक लामिना प्रकार के एयरोफिल के लिए उल्लेख कर रहा था एक लामिना बकेट है जिसके बारे में बात की जा रही है यह अगर मैं इसे और स्पष्ट करता हूं और यह आपका लामिना बकेट है यदि यह डिज़ाइन CL है तो 01 मैं नीचे 01 की उम्मीद करता हूं इसमें कम ड्रैग कॉन्फ़िगरेशन होगा तो यह भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आप एक डिजाइनर के रूप में आपको हर समय पता होना चाहिए कि आप डिजाइन CL में उड़ान भरने नहीं जा रहे हैं तो वे ऑफ कंडीशन क्या हैं और आपके एयरोफिल को बेहतर तरीके से चुना गया है या नहीं तो जो इस t c में आपकी मदद करता है वह 12 है t c अधिकतम 12 है और 06 के बराबर भी है यह भी एक अतिरिक्त जानकारी है जो आपको 6 श्रृंखला के नामकरण से मिलती है यह आपको कॉर्ड का 60 बताता है दबाव वितरण समान है ऐसा नहीं है कि तेजी से नहीं गिर रहा है तो यह कॉर्ड का 60 से अधिक होगा दबाव वितरण समान होगा यह भी महत्वपूर्ण है जब आप ड्रैग या फ्लो सेपरेशन को कम करने के बारे में बात करते हैं तो स्टाल और वे सभी चीजें बहुत स्पष्ट हो जाएंगी जब मैं सुपरक्रिटिकल एयरफॉइल के बारे में बात करता हूं ये एक सुपरक्रिटिकल एयरफ़ॉइल को परिभाषित करने के बारे में आपके द्वारा उठाए गए कदम हैं और साथ ही आप देखते हैं कि यह 06 के बराबर बहुत महत्वपूर्ण है कॉर्ड वितरण का 60 समान है मैंने एक डिजाइनर के रूप में एयरोफिल के बारे में रेमर की धारणा के साथ शुरुआत की मैंने कुछ बिंदु शुरू किया फिर मैं नामकरण के लिए वापस चला गया फिर से मैं फिर से वापस आ रहा हूं और कृपया इसकी सराहना करें कि एक डिजाइनर के पास क्या होना चाहिए ये सभी नामकरण ठीक हैं सिद्धांत ठीक है लेकिन एक डिजाइनर के रूप में आप चीजों को कैसे देखते हैं उन्होंने एयरोफिल को मोटी वाले एयरोफिल पतली एयरोफिल बहुत पतले एयरोफिल के रूप में विशेषता दी तो मोटी एयरोफिल हमारे लिए उसका संदेश क्या है संदेश आम तौर पर एयरोफिल गोल बढ़त और 14 प्रतिशत के बराबर से अधिक बढ़त t c है और स्टाल के पास हम इस तरह के एयरोफिल को देखेंगे यह महत्वपूर्ण है कि हम स्टाल के बारे में चर्चा कर रहे हैं और स्टॉल के पास एयरोफिल की विशेषताओं के बारे में क्या होना चाहिए क्योंकि यह हैंडलिंग गुणों को तय करने वाला है जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिजाइन पैरामीटर है एक वसा वाले एयरोफिल के लिए कहता है गोल बढ़त वाले t c के साथ 14 से अधिक इस तरह के एयरोफिल स्टॉल से पीछे की ओर टर्बूलेंट सीमा परत सीमा बहुत टर्बूलेंट हो जाती है क्योंकि एंगल ऑफ़ अटैक बढ़ता है और प्रवाह जुदाई बढ़त से शुरू होती है और अल्फा के बढ़ने के साथ बढ़त बढ़ जाती है लिफ्ट का नुकसान क्रमिक है यह बहुत महत्वपूर्ण है और पिचिंग मोमेंट परिवर्तन छोटे हैं यह समझें कि लिफ्ट का नुकसान धीरे धीरे होता है और पिचिंग मोमेंट बदलाव छोटा होता है यह पीछे की ओर धार से स्टॉल शुरू कर देता है और सीमा की परत टर्बूलेंट हो जाती है क्योंकि आप एंगल ऑफ़ अटैक को बढ़ाते हैं जिसका ड्रैग पॉइंट पर सीधा प्रभाव पड़ता है अगर मैं एक एयरोफिल खींचने की कोशिश करता हूं जहां t c 14 से अधिक है अगर मैं उन अवलोकन का अनुवाद करता हूं जो कहता है कि ट्रेलिंग एज से स्टाल है इसलिए ट्रेलिंग एज से स्टॉल को अलग करना जैसा कि मैं एंगल ऑफ़ अटैक को बढ़ाता हूं यह स्टॉलिंग या पृथक्करण लीडिंग एज की ओर बढ़ता है और अंत में पूरे प्रवाह को अलग करता है और उस प्रक्रिया में लिफ्ट का नुकसान धीरे धीरे होगा और पिचिंग में बदलाव छोटे होंगे यह रैमर की धारणा है जब वह मोटी एयरोफिल के बारे में बात करता है जो 14 से अधिक t c के साथ एयरोफिल में अग्रणी में गोल होता है यदि आप डिजाइनर हैं तो आप पाएंगे कि ये अवलोकन कितने उपयोगी हैं इसी तरह उन्होंने थिनर एरोफिल के बारे में बात की है मुझे पतले एयरोफिल के बाद पतले एयरोफिल के बारे में बात करनी है हमें थिनर एयरोफिल भी देखें जहां तक रेमर की धारणा है आमतौर पर t c 6 से 14 के बीच 9 10 के आसपास होगा हमने पतले एयरफॉइल के बारे में बात की और वे डिज़ाइन डिज़ाइनर की भाषा के रूप में हैं जिसे हम मध्यम मोटाई कहते हैं एक मध्यम मोटाई क्या है इसका मतलब यह है कि 910 उस तरह जो पल12 पर सावधानी बरतने वाला है वह कोई मध्यम मोटाई नहीं है उन एयरोफिल की सुंदरता क्या है प्रवाह अलग हो जाता है नाक के पास बहुत छोटे एंगल ऑफ़ अटैक पर लेकिन लेकिन फिर से संलग्न होता है लेकिन जैसा कि हम एंगल ऑफ़ अटैक को बढ़ाते हैं कोई संलग्न नहीं होती है और अचानक प्रवाह स्टाल या प्रवाह अलग हो जाता है और CL में अचानक परिवर्तन होता है और पिचिंग मोमेंट वह है जो एक डिजाइनर को बहुत स्पष्ट होना चाहिए यदि आप इस प्रकार के एयरोफिल के साथ काम कर रहे हैं तो यह निर्भर करता है आप किस उड़ान शासन में उड़ान भर रहे हैं आप किस एंगल ऑफ़ अटैक से उड़ रहे हैं इसलिए आमतौर पर अगर मैं दोहराता हूं तो छोटे एंगल ऑफ़ अटैक को अलग करना है लेकिन यह संलग्न है लेकिन जैसा कि एंगल ऑफ़ अटैक में वृद्धि हुई है कोई भी संलग्न नहीं है और अचानक आप पाएंगे कि पूरा प्रवाह अलग हो जाएगा बहुत अचानक प्रवाह अलग हो जाता है लेकिन यह अग्रणी किनारे से अनुगामी किनारे तक होता है यह महत्वपूर्ण है कि प्रवाह जुदाई अग्रणी किनारे से शुरू होकर पीछे किनारे तक जाती है मोटा वाला एयरोफिल के विपरीत यह अनुगामी किनारे से अग्रणी धार तक था इसलिए लिफ्ट का नुकसान धीरे धीरे हुआ लेकिन यहां यह अग्रणी से शुरू होता है तो स्वाभाविक रूप से अग्रणी किनारे वाला हिस्सा वह हिस्सा है जहां लिफ्ट जेनरेशन सबसे अधिक कुशल है अगर वह हिस्सा स्टाल करता है तो स्वाभाविक रूप से लिफ्ट स्टाल बहुत अचानक हो जाएगा और स्वाभाविक रूप से लिफ्ट गुणांक और पिचिंग मोमेंट गुणांक में अचानक परिवर्तन होंगे तो यह कहानी है जब आप एक मध्यम मोटाई वाले एयरोफिल के लिए काम कर रहे हैं जो कि आपके नामकरण के रूप में पतला एयरोफिल है फिर आखिरी बार जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं वह बहुत पतली एयरोफिल है बहुत पतली एयरोफिल है फिर से यह रेमर की धारणा है तो यह कहता है कि प्रवाह अलग अलग होता है नाक से छोटे कोण पर छोटे अल्फा पर और फिर से तुरंत संलग्न होता है यह ठीक है अगर मैं कहता हूं कि अलग होने वाला बुलबुला पीछे की तरफ बढ़ते हुए है क्योंकि अल्फा बढ़ा हुआ है अगर हम पतले और बहुत पतले एयरफॉइल के बारे में जो बात कर रहे हैं उसके बीच समानता देखने की कोशिश करते हैं तो यहां आप देखेंगे कि लिफ्ट का नुकसान सुचारू है लेकिन पिचिंग मोमेंट में बड़े बदलाव है यही अंतर है बहुत पतला 2 3 4 t c आप छोटे एंगल ऑफ़ अटैक पर नाक से अलग प्रवाह पाते हैं और फिर से एक ही पृथक्करण बुलबुला खिंचाव संलग्न करते हैं तो यह कुछ इस तरह है यदि यह पतला है तो एक पृथक्करण बुलबुला है अब जैसे ही मैं एंगल ऑफ़ अटैक को बढ़ाता हूं पृथक्करण बुलबुला इस पर आगे बढ़ता है और फिर अगर मैं इस पूरे पृथक्करण बुलबुले के एंगल ऑफ़ अटैक को बढ़ाता हूं मूवमेंट अग्रणी किनारे से ट्रेलिंग एज तक है तो एक अलग बुलबुला होता है जो बढ़ते हुए किनारे की ओर पहुंच जाता है क्योंकि अल्फा बढ़ जाता है और एक जुदाई होती है और यहां अवलोकन करने से लिफ्ट का नुकसान सुचारू होता है लेकिन पिचिंग मोमेंट में बड़ा परिवर्तन होता है तो यह रायमर द्वारा साझा या ज्ञान आधार की धारणा है एक डिजाइनर के रूप में आपको इसे अलग अलग एयरोफिल की वायुगतिकीय विशेषताओं को देखने की आवश्यकता है और आप एयरो डायनामिस्ट के साथ बैठते हैं और उससे बात करते हैं कि इसका क्या मतलब है मैं अपने एयरोफिल को कैसे अनुकूलित करूं ताकि यह बात न हो या ये चीजें सही तरीके से हों तो यही कारण है कि एयरो डायनामिस्ट के साथ लगातार बातचीत होती है जहां एक डिजाइनर विशेष प्रकार के प्रदर्शन के लिए दिखता है उदाहरण के लिए यदि वह एक हवाई जहाज या लगभग 600 700 किलोग्राम वजन के मानव रहित हवाई वाहन को डिजाइन कर रहा है तो गति अधिक नहीं है तो यह एक बड़े ऊर्ध्वगामी आघात होने पर बड़े एंगल ऑफ़ अटैक का अनुभव करने के लिए प्रवण होता है तो डिजाइनर एयरो डायनामिस्ट से पूछेगा क्या आप मुझे एक एयरोफिल दे सकते हैं जिसमें बहुत अच्छा स्टाल है डिजाइनर जो भी एयरोफिल उपलब्ध हैं उससे संतुष्ट नहीं हो सकते हैं यहां तक कि अनुकूलित एयरोफिल विशेषताओं से डिजाइनर खुश नहीं हो सकते हैं इसके बारे में एक सीमा है जिसमें एक एयरोफिल आकार को कॉन्फ़िगर किया जा सकता है लेकिन तब डिजाइनर बेकार नहीं बैठेगा यही मैं आपको बता रहा हूं क्या डिजाइनर कैसे एक डिजाइनर विश्लेषण करने वाले व्यक्ति से अलग है यहां तक कि डिजाइनर यह क्या करेगा यह अधिकतम स्टॉल कोण है जो आप इस एयरोफिल को देने में सक्षम हैं इसलिए मैं यहां एक स्प्लिट एयरोफिल लगाऊंगा तो अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा यह एक स्टॉल एंगल था जो हमें 12 13 डिग्री कहता है जिस क्षण आपने एक स्प्लिट एयरोफिल लगाया तब आप देख सकते हैं कि हवा यहाँ से चली जाती है और इस तरह बाहर आती है और यह स्टाल को धक्का देता है स्टाल कोण बढ़ता है महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इस हिस्से को कैसे कंटूर करते हैं ताकि आने वाली हवा इसे पसंद न करें इसे आना चाहिए और पथ का पालन करना चाहिए यही वह जगह है जहां मिलियन डॉलर की डिज़ाइन पवन सुरंग परीक्षण CFD आदि भूमिका निभाते हैं इसलिए जो कुछ भी मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं मैं कुछ जानकारों के बारे में बता रहा हूं जो विश्लेषकों में से कुछ हैं जो विश्लेषणात्मक व्यक्ति हैं और आपको उदाहरण भी देने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आप एयरो डायनामिस्ट नहीं हैं आप एक संरचनात्मक व्यक्ति नहीं हैं आप एक डिजाइनर हैं और आपको स्मार्ट बनना है बस उज्ज्वल होने से अच्छा डिज़ाइनर नहीं बनेगा एक डिजाइनर को पर्याप्त रूप से उज्ज्वल होना होगा और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह स्मार्ट होना चाहिए क्या आप इसके लिए तैयार हैं या नहीं हम इस पाठ्यक्रम से सीखेंगे और मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि हम और अधिक स्मार्ट हो जाएंगे